डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 26वें व्याख्यान में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में और आने वाले 4 व्याख्यानों में उसका अर्थ है कि पूरे हफ्ते हम इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे हम जल्दी से यह देखते हैं कि हमने पिछले हफ्ते में क्या किया था प्राथमिक रूप से हमने एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात की फिर विशेष रूप से हमने स्टोरेज और फाइल संरचना पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे डेटाबेस फाइल को भंडारित किया जा सकता है कैसे उसको व्यवस्थित किया जा सकता है इस तरीके से कि हमारे पास काफी अच्छा प्रस्तुतीकरण हो हम यहां से आगे बढ़ेंगे और अब अपना ध्यान डेटाबेस सिस्टम की आधारभूत विशेषता पर केंद्रित करेंगे जिससे की सूचना को तेजी से ढूंढने की क्षमता हो और बहुत तेजी से अपडेट करने की क्षमता हो और हम यह भी कारण देखेंगे जिसके लिए हम डेटाबेस टेबल्स पर इंडेक्सिंग करते हैं और हम क्रमबद्ध इंडेक्स कि इस व्याख्यान में बात करेंगे और इंडेक्स का क्रमबद्ध एक्सेस करने का तरीका भी देखेंगे आधारभूत इंडेक्सिंग के सिद्धांतों को और इंडेक्सेस के क्रम का परिचय देखते हैं हम सरल सिद्धांतों से शुरुआत करते हैं तो एक बहुत ही सरल उदाहरण देखते हैं जहां की एक रिलेशन फैकल्टी है जिसमें नाम है फोन नंबर है आप टेबल के बीच के हिस्से पर या गुलाबी हिस्से पर ध्यान दीजिए जहां पर फैकल्टी टेबल है और दो अटरीब्यूट हैं जिसमें से एक रिकॉर्ड्स का सीरियल नंबर है जोकि एक आंतरिक क्रमांक जैसे समझा जा सकता है जिससे कि डेटाबेस प्रत्येक रिकॉर्ड को पहचान पाए अब कल्पना करते हैं कि हमें नाम को ढूंढना है तो हमारे पास एक क्वेरी है जो कि पवित्र मित्रा के फोन नंबर देती है आप देख सकते हैं कि पवित्र मित्रा का रिकॉर्ड नाम छठे स्थान पर है तो यदि हम फोन नंबर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें सारी एंट्रीज को एक कोने से शुरू करके तब तक देखना होगा जब तक पवित्र मित्रा का नाम पवित्र मित्रा से मिलान ना हो जाए तब हम फोन नंबर एक्सेस कर सकते हैं अब इसी तरह से हमें फोन नंबर ढूंढने हैं और हमारे पास ऐसी ही स्थिति है तो यदि हम यह कहे कि हमें फैकल्टी का नाम ढूंढना है जिसके फोन नंबर 84772 है फिर से हमें फोन नंबर को एक कोने से लेकर ढूंढना शुरू करना होगा जिससे कि हमें फैकल्टी का नाम मिल जाए अब निश्चित रूप से इसका अर्थ यह होगा कि यदि हमारे पास एन करने होंगे जिससे कि हम रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाए हम वांछित रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं जो की निश्चित रूप से बहुत ही दक्ष तरीका नहीं है और आप जानते हैं यहां आपके एल्गोरिथ्म के आधारभूत ज्ञान के द्वारा आपको पता है कि अगर हमारे पास डाटा का एक समूह है और हम उसमें से कोई विशेष एक को ढूंढना चाहते हैं तो हम उसको दक्ष बनाते हैं जिसमें कि हम डाटा को किसी क्रम में रखते हैं और फिर एक तरह का बाइनरी सर्च करते हैं जो कि एक संभावित तरीका है जिससे आप इसे कर सकते हैं हम वैसा ही सिद्धांत यहां पर लगा सकते हैं आप बांई और नीले भाग को देखें जिसमें टेबल है जहां पर मैंने सारे फैकल्टी के नाम इकट्ठे किए हैं और मैंने उनको लैक्सिकोग्राफिक या शब्दकोश के जैसे बढ़ते हुए क्रम में जमाया है और उसके साथ ही रिकॉर्ड के क्रमांक को पॉइंटर के तौर पर उपयोग में लिया है क्योंकि यह एक क्रमबद्ध ऐरे हैं इसीलिए मैं पवित्र मित्रा को बायनरी सर्च के द्वारा पहली क्वेरी में ढूंढ पाया कम से कम लॉग एन के स्तर पर मैं प्रोफेसर पवित्र मित्रा का नाम ढूंढ पाया जो कि रिकॉर्ड क्रमांक 6 है जो कि टेबल के बीच में है और फिर फोन नंबर निकाल लेते हैं इसी प्रकार से वास्तविक फैकल्टी टेबल को बिना परेशान किए मैं इसी प्रकार की एक सहायता टेबल बांई और पीले रंग में दिखा रहा हूं जहां पर मैंने सारे फोन नंबर एकत्रित किए हैं और फोन नंबर के आधार पर ही इसको जमाया है और मैं वापस से बायनरी सर्च फोन नंबर 84772 ढूंढता हूं और उस रिकॉर्ड को जहां पर यह फोन नंबर आता है वहां से फैकल्टी का नाम ढूंढ लेता हूं आप देख सकते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से ढूंढने का हमें एक वैकल्पिक तरीका देता है और निश्चित रूप से आप कहेंगे कि हम रिकॉर्ड को क्रमबद्ध तरीके से नाम या फोन नंबर के हिसाब से रख सकते थे लेकिन निश्चित रूप से हम इसे यदि नाम के हिसाब से शार्ट समय लेगी और यदि हम इसे फोन नंबर के आधार पर शार्ट करें तो पहली क्वेरी लीनियर समय लेगी यदि हम डाटा को शार्ट करके नहीं रख सकते हैं इन दोनों पर तो हमारे पास एक वैकल्पिक प्रक्रिया है जिसे इंडेक्सिंग प्रक्रिया कहा जाता है जिसके द्वारा भले ही वास्तविक डाटा शार्ट ना हो परंतु कुछ और सहायक डेटा का उपयोग करके हम अपने सर्च करने की प्रक्रिया को ज्यादा दक्ष बना सकते हैं और यही इंडेक्सिंग का प्रधान विचार है इंडेक्सिंग की प्रक्रिया का उपयोग वांछित डांटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए किया जाता है ऐसा कि आपने अभी अभी देखा तो यहां पर हम सर्च की के द्वारा सर्च करते हैं और एक इंडेक्स फाइल होती है जिसमें इंडेक्स इंद्राज रहते हैं जो आप यहां देख सकते हैं यहां पर एक सर्च की है और प्वाइंटर है प्वाइंटर रिकॉर्ड क्रमांक है जोकि आंतरिक है और आप जानते हैं की रिकॉर्ड का एड्रेस वह होता है जहां पर रिकॉर्ड होता है और निश्चित रूप से मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया था जहां पर सामान्य रूप से दो अटरीब्यूट थे और यहां पर कई सारे अट्रिब्यूट होंगे प्रत्येक इंडेक्स की एंट्री या इंद्राज उसके सापेक्ष रिकॉर्ड के मुकाबले काफी छोटा होगा इस प्रकार से पूरी इंडेक्स फाइल वास्तविक फाइल से काफी छोटी होगी और हम इसे इंडेक्स कर सकते हैं और जिसमें कि हमारे पास दो सामान्य तरीके हैं हम इन्हीं की चर्चा करेंगे इन व्याख्यानों में जिसमें की एक को ऑर्डरड इंडेक्स में बंटी हुई होती है अब एक साधारण प्रश्न यह है कि हम किस पर इंडेक्स करें क्या हमें सारे अट्रिब्यूट पर इंडेक्स करना चाहिए या केवल एक अटरीब्यूट पर इंडेक्स करना चाहिए या फिर अटरीब्यूट्स के कॉन्बिनेशन पर इंडेक्स करना चाहिए तो कुछ निश्चित मापदंड है जो निर्धारित करते हैं कि इंडेक्स करने का अच्छा तरीका क्या है और वह डेटाबेस की आधारभूत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करना होगा जिससे कि मैं एक तरीके से इंडेक्स कर सकूंगा जिससे कि एक्सेस समय इंर्सशन का समय और डीलीशन का समय यह सारे जितना संभव हो कम करने चाहिए और जैसा कि आपने देखा इंडेक्सिंग का मतलब अतिरिक्त स्ट्रक्चर्स को रखने से है जिससे कि जगह का अतिरिक्त भार भी न्यून किया जा सके इन सबके साथ इंडेक्सिंग में हम कम से कम कुछ प्रकार के एक्सेस करने योग्य होने चाहिए जिसमें की अगर कोई विशेष मान का किसी रिकॉर्ड के अटरीब्यूट से मिलान हो जाता है या रिकॉर्ड की संख्याओं की श्रेणी में पड़ता है इस तरह के सर्च या इस तरह की क्वेरीज बहुत दक्ष हो जानी चाहिए यह सारे मापदंड हमें ध्यान रखने होंगे सबसे पहले हम ऑर्डर इंडेक्स के सिद्धांत को देखते हैं जोकि काफी सीमा तक वैसा ही है जैसा हमने देखा है अभी एक क्रमबद्ध ऑर्डरड फाइल की इंडेक्स जिसकी सर्च की भी कहते हैं तो क्रमबद्ध औरडरिंग प्राइमरी इंडेक्स भी कहा जाता है तो इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल को कहा जाता है जो कि प्राइमरी इंडेक्स पर ऑर्डरड होती है मैं आपको यहां एक उदाहरण दिखाता हूं जो कि एक डेंस इंडेक्स से जुड़े हैं जिसका काम हम आगे देखेंगे अब आईडी पर करने की बजाय अगर हम डेंस इंडेक्स को डिपार्टमेंट के नाम पर करना चाहे तो स्वाभाविक रूप से सीक्वेंशियल फाइल को प्राथमिक रूप से डिपार्टमेंट के नाम पर इंडेक्स करना होगा और आप यह देख सकते हैं कि आईडी जो की अद्वितीय है और प्राइमरी की है उसके बजाय डिपार्टमेंट का नाम प्राइमरी की नहीं है और यह अलग तरह का एट्रिब्यूट है जोकि मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल रिकॉर्ड्स की आज्ञा देता है जिसमें की समान एट्रिब्यूट का मान होता है इसीलिए जब हम उदाहरण के लिए बायोलॉजी के लिए सोर्ट करते हैं पर हमारे पास तीन कंप्यूटर साइंस के और दो फाइनेंस आदि आदि भी हैं तो जब हम इंडेक्स बनाते हैं तो डिपार्टमेंट के नाम के सारे अलग अलग मान एकत्रित करते हैं और हम एक इंडेक्स को डिपार्टमेंट के नाम के हिसाब से सीक्वेंशियल फाइल के पहले रिकॉर्ड की ओर इंगित करते हैं आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस उस रिकॉर्ड को पॉइंट करता है जो कि 10101 से शुरू होता है और यह अगले दो रिकॉर्ड तक जाता है तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों हमें लिंक लिस्ट की आवश्यकता है क्योंकि यदि हम उन सारे टीचर एवं सारे फैकल्टी को देख रहे हैं जो विभाग में कंप्यूटर साइंस से जुड़े हैं तो मैं इंडेक्स फाइल में विभाग के नाम से इसे ढूंढ सकता हूं यहां कंप्यूटर साइंस पहले रिकॉर्ड से जो श्रीनिवासन का है चलते हुए लिंक लिस्ट में जाता है जहां पर काट्ज का है पर यह डिपार्टमेंट के नाम से मिलान नहीं करता है अब हम डेंस इंडेक्स भी कर सकते हैं स्पार्स इंटेक्स के द्वारा हम सारी सर्च की के मान को जो फाइल में है उन्हें रखने के बजाय हम केवल एक उपसमूह या सबसेट उनका लेते हैं और हम उन्हें इंडेक्स फाइल में रखते हैं यहां फिर से इंडेक्स सीक्वेंशियल संरचना दिखा रहे हैं जहां की प्राइमरी इंडेक्स आईडी है और हमने तीन आईडी चुने हैं और उन्हें इंडेक्स फाइल में रखा है सोर्टेड क्रम में अगर आप कहें कि एक रिकॉर्ड को देखें जहां पर के और फिर क्रमबद्ध तरीके से सर्च करते हैं क्योंकि यह सारी एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी हुई है स्वाभाविक तौर पर डेंस इंडेक्स के मुकाबले स्पार्स इंडेक्स कम जगह लेती है इसीलिए इसका रखरखाव का भार कम है जब आप इनर्सशन डीलीशन करते हैं तब आपने पहले भी ध्यान दिया होगा कि यदि यह डेंस इंडेक्स है तो हर समय जब मैं एक वैल्यू इंसर्ट करता हूं तो यह डेंस इंडेक्स फाइल मैं भी बदलाव करेगा इसीलिए इनर्सशन और डीलीशन के लिए स्पार्स इंडेक्स में यह जरूरी नहीं है क्योंकि यहां पर हम वास्तविक रिकॉर्ड को बदल रहे हैं या नया रिकॉर्ड बना रहे हैं जो कि इस स्पार्स इंडेक्स में यह पहले से मौजूद है इस तरह से यह डेंस इंडेक्स से बेहतर है परंतु निश्चित तौर पर डेंस इंडेक्स में मैं किसी भी रिकॉर्ड पर सीधे इंडेक्सिंग द्वारा जा सकता हूं लेकिन स्पार्स इंडेक्स में मुझे पहले पहली इंडेक्स पर जाना होगा फिर मैं क्रमबद्ध तरीके से जा सकता हूं तो यह सामान्यतया प्रदर्शन के हिसाब से धीमी होंगी और हमें इसके बारे में तुलना देखनी होगी इन तरीकों से हम प्राइमरी इंडेक्सिंग करते हैं जहां पर हम वह क्रम निश्चित करते हैं जिसमें की वास्तविकता में हम रिकॉर्ड को सोर्ट करके रखते हैं और जिन फील्ड्स पर हम यह करते हैं और उनके साथ की इंडेक्स होती है परंतु एक बार डाटा की प्राइमरी इंडेक्सींग एक या दो अटरीब्यूट्स पर हो जाती है तो वह ठीक हो जाता है परंतु हम दूसरी वैल्यू को भी सर्च करना चाह सकते हैं और इसको दक्ष बनाने के लिए हम सेकेंडरी या द्वितीयक इंडेक्स का उपयोग करते हैं यहां हम एक उदाहरण बता रहे हैं जहां पर प्राइमरी इंडेक्स आईडी है तो सारे रिकॉर्ड्स इसके माध्यम से सोर्ट किए गए हैं और हम सैलरी पर इंडेक्स बना रहे हैं जिससे कि हम आसानी से किसी भी कर्मचारी की सैलरी जल्दी से ढूंढ पाए और सैलरी देने पर हम जल्दी से उन कर्मचारियों को ढूंढ पाए जिन्हें वह सैलरी मिलती है तो अब आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी इंडेक्स के लिए यह हो सकता है की एक ही सैलरी के मान पर कई इंद्राज हो उदाहरण के तौर पर यदि आप 80 हजार सैलरी देखें तो वह प्रोफेसर सिंह और प्रोफेसर किम दोनों को मिलती है जब आप इन सैलरी की संख्याओं के इंडेंक्स सीक्वेंस की इंडेक्स फाइल देखें तो आप पाएंगे की 80000 के सापेक्ष हमारे पास दो एंट्री हैं जोकि दो अलग अलग फैकल्टी के रिकॉर्ड को इंगित करती है जो यह सैलरी पा रहे हैं तो सेकेंडरी इंडेक्स स्वाभाविक रूप से घनी होनी चाहिए और यह तब बनानी चाहिए जब हम यह महसूस करते हैं कि किसी फील्ड या फील्ड के समूह को त्वरित ढूंढने की आवश्यकता है हम इस पर आगे और बात करेंगे तो इंडिसेज बहुत सारे लाभ प्रदान करती है जब हम रिकॉर्ड को सर्च करते हैं परंतु इंडेक्स को अपडेट करना कुछ भार देता है क्योंकि यदि आप एक इंडेक्स बनाते हैं और जब भी आप रिकॉर्डिंग सेट करते हैं या डिलीट करते हैं या किसी रिकॉर्ड में उपस्थित किसी फील्ड वैल्यू को बदलते हैं तब निश्चित रूप से यह सारी इंडिसेज भी बदलनी या अपडेट करनी पड़ेगी इसीलिए एक तरफ आपका एक्सेस टाइम महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाता है और इंडेक्सिंग के कारण आपका वास्तविक अपडेट इंर्सट डिलीट यह सारे समय बढ़ जाते हैं इसीलिए इंडेक्सिंग को बहुत ही ध्यान से करना होगा तो प्राइमरी इंडेक्स का उपयोग करके क्रमबद्ध स्केन दक्ष होता है परंतु सेकेंडरी इंडेक्स का उपयोग करके क्रमबद्ध स्केन महंगा होता है तो आपको उनको ब्लॉक्स के रूप में लाना होगा जोकि करीब 2 मिली सेकंड लेगा और कुछ समय मेमोरी एक्सेस में लगेगा यह कुछ मुद्दे हैं जिनको हमें ध्यान में लाना होगा हम इनके बारे में और बात करेंगे अब यदि मेरे पास प्राइमरी इंडेक्स है तो स्वाभाविक रूप से रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए मुझे पहले प्राइमरी इंडेक्स को एक्सेस करना होगा और फिर मैं उसमें ढूंढ कर उस बिंदु तक जाऊंगा जहां पर फाइल का वास्तविक रिकॉर्ड उपलब्ध है तो प्राइमरी रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हम यह पसंद करेंगे कि प्राइमरी इंडेक्स मेमोरी में आ जाए जिससे कि हम मेमोरी में सर्च कर पाए इस प्रकार से हमने एक एरे में बाइनरी सर्च किया था क्योंकि यदि प्राइमरी इंडेक्स बड़ी है तो इसका अस्तित्व डिस्क पर भी होगा इसीलिए प्राइमरी इंडेक्स को मेमोरी में लाकर सर्च करना एक अतिरिक्त डिस्क के एक्सेस भार को जोड़ेगा जिससे कि आप पिछले व्याख्यान में पहले ही देख चुके हैं किस प्रकार से यह सारे भार महंगे हैं और यह एक्सेस महंगे हैं तो यदि प्राइमरी इंडेक्स मेमोरी में नहीं है तो हमें कई सारे नुकसान है इसका ध्यान रखने के लिए यदि आपके पास प्राइमरी इंडेक्स पर्याप्त बड़ी है और वह मेन मेमोरी में नहीं आ पाती है तो हम फिर से इंडेक्सिंग की प्रक्रिया को प्राइमरी इंडेक्स फाइल पर ही लगाते हैं तो हम एक प्राइमरी इंडेक्स बनाते हैं या हम एक तेज स्पार्स इंडेक्स बनाते हैं जोकि बाहरी या आउटर इंडेक्स के नाम से जानी जाती है जोकि प्राइमरी इंडेक्स की स्पार्स इंडेक्स है और उसमें इंडेक्स वास्तविक प्राइमरी इंडेक्स फाइल है अब यदि इसके बाद भी आउटर इंडेक्स या प्राइमरी इंडेक्स की स्पार्स इंडेक्स भी मेमोरी में आने के लिए बड़ी है तब आपको एक और स्तर की इंडेक्सिंग इस पर करनी पड़ेगी यह आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक कि आप ऐसी इंडेक्स पर नहीं आ जाते जो की मेमोरी में आ जाती है और सीधे एक्सेस की जा सकती है इसको मल्टीलेवल इंडेक्सिंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि आप कई स्तर की इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अपडेट इंसर्ट डिलीट करने का मूल्य या भार बढ़ेगा क्योंकि अब यहां कई स्तर की सारी इंडिसेज अपडेट करनी होंगी जब आप अपडेट करते हैं तो मल्टीलेवल इंडेक्स इस प्रकार से दिखती है आप आउटर इंडेक्स देख सकते हैं जोकि स्पार्स इंडेक्स है और यह प्राइमरी इंडेक्स के अलग अलग ब्लॉक को इंडेक्स करती है जो कि आंतरिक इंडेक्स है जिसे आप उस विशेष ब्लॉक तक ले जाते हैं जहां पर आप का रिकोर्ड अपेक्षित है इसके साथ ही अब आपकी आउटर इंडेक्स मेमोरी में है तो आपको केवल एक बार डिस्क से फैच करना है जिससे कि आप आंतरिक इंडेक्स ब्लॉक को ढूंढ सकें जोकि डिस्क में होगा और उसके बाद उसके आधार पर एक और एक्सेस करना होगा उस ब्लाक के लिए जहां पर रिकॉर्ड उपस्थित है इसके साथ ही आप ब्लॉक एक्सेस को इस प्रकार से प्रबंधित कर पाएंगे और यह संभव नहीं हो पाता अगर आप स्पार्स आउटर इंडेक्स नहीं करते क्योंकि आपको प्राइमरी इंडेक्स की आंतरिक इंडेक्स के अलग अलग भाग चाहिए थे और उनको आपको डिस्क से बार बार लेना पड़ता और फिर आपका अंतिम परिणाम आता इंडेक्स को अपडेट करना या फिर विशेष रूप से यदि आप डिलीशन करते हैं और यदि यह डेंस इंडेक्स है तो सर्च की का डीलीशन किसी वास्तविक रिकॉर्ड के जोकि फाइल में है उसके डीलीशन के समान होता क्योंकि यह डेंस है और इसके बाद जो कि स्वाभाविक रूप से आपको ध्यान रखना होगा यदि वह इस इसकी रेंज में आते हैं तो इनको डिलीट करने से फर्क नहीं पड़ेगा पर यदि यह सीमा पर आते हैं जहां पर यह स्पार्स तरीके से इंडेक्स है तो वह ठीक तरह से अपडेट करना होगा इसी प्रकार से इंर्सशन में भी हमें ध्यान रखना होगा जहां सबसे पहले आपको यह ढूंढना होगा की किस जगह पर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है और यदि यह डेंस इंडेक्स है और यदि सर्च की से संबंध रखती है और इसका क्या नया ब्लॉक बनाना होगा तो उसको भी स्पार्स इंडेंक्स के तौर पर भीतर करना होगा और यदि आपके पास मल्टीलेवल इंडेक्सिंग है तो इंर्सशन और डीलीशन इन्हीं आधारभूत एल्गोरिथम्स के तरह उनके विस्तार होंगे कई बार हम सेकेंडरी इंडिसेज के लिए हम वह सारे रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं जहां पर एक निश्चित मान किसी निश्चित फील्ड में है जोकि सर्च की नहीं है या फिर प्राइमरी इंडेक्स किसी विशेष परिस्थिति को सत्यापित करती है और हमारे पास सेकेंडरी इंडेक्स हो सकती है जिसमें की सर्च की के मान के हिसाब से एक इंडेक्स रिकॉर्ड हो सकता है और इस पर निर्भर करते हुए की हम क्या अपेक्षा करते हैं हम क्या सोचते हैं इस तरह के फील्ड्स पर सर्च आधारित होगा या फिर रेंज आधारित क्वेरी होंगी सारांश में हम यह कह सकते हैं कि हमने डेटाबेस टेबल की इंडेक्सिंग की पीछे के आधारभूत कारणों पर एक त्वरित दृष्टि डाली जहां पर एक्सेस करने के इंसर्ट करने के और डिलीट करने के तरीकों को त्वरित कैसे करें यह देखा और हमने यह भी देखा की इंडेक्सिंग का प्रमुख ध्यान एक्सेस के प्रोसेस को तेज करने पर है तो इंडेक्सिंग के रखरखाव के लिए जहां पर इंर्सशन और डीलीशन का अतिरिक्त भार हो सकता है पर क्योंकि इंर्सशन और डीलीशन दोनों को ही एक्सेस की जरूरत होती है क्योंकि आप तभी इंसर्ट कर सकते हैं जब आपने एक्सेस करने की कोशिश की हो और यदि आपको वह नहीं मिला हो जहां पर रिकॉर्ड को होना चाहिए और डीलीशन के लिए स्पष्ट रूप से आपको पहले रिकॉर्ड को ढूंढना होगा तब ही आप उसे डिलीट कर पाएंगे यद्यपि इंडेक्सिंग का प्रमुख उद्देश्य एक्सेस टाइम को बेहतर बनाना है और यह वास्तविकता में एक्सेस इंसर्ट और डिलीट करने के समय को बेहतर बनाता है पर हमें यह ध्यान में रखना होगा कि इस प्रक्रिया में कुछ कुछ भार हैं जिसमें की इंडेक्स को अपडेट करना इंसर्ट करना डिलीट करना इन सब को न्यूनतम रखना होगा और अतिरिक्त स्टोरेज की जरूरत को भी हमें कम से कम भार में रखना होगा इसके साथ ही हम इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं इसमें हमने इंडेक्स की क्रमबद्ध एक्सेस प्रक्रिया को देखा जोकि अलग अलग डेटाबेस की इंडेक्स फाइल से संबंधित है